हैलो और सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में आप का स्वागत करते हैं तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने माइक्रो आर्किटेक्चरल अटैक को देखा था हमने फ्लश और रीलोड को देखा था प्राइम एंड प्रोब और अन्य ऐसे टाइमिंग अटैक देखें था जो कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं इस वीडियो व्याख्यान में हम कुछ ऐसा देखेंगे जो अपेक्षाकृत नया है इसलिए इसे स्पैक्यूलेशन अटैकअटकलों के हमलों के रूप में जाना जाता है इसलिए इन हमलों को आवश्यक रूप से इंटेल जैसे प्लेटफार्मों के लिए लक्षित किया जाता है जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं इसलिए जिन सुविधाओं का शोषण एक्सप्लोइटेशन किया जाता है वे आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑर्डर से बाहर निष्पादन और स्पैक्यूलेशन एग्जीक्यूशन सट्टा निष्पादन है इसके अलावा इन हमलों का एक संस्करण शाखा भविष्यवक्ता ब्रांच प्रिडिक्टर की विशेषताओं का भी उपयोग करता है जो इन आधुनिक दिनों के कई माइक्रोप्रोसेसर में एक सामान्य हार्डवेयर है इन हमलों को देखते हैं हम एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देखेंगे कि स्पैक्यूलेशनअटकलें का मतलब क्या होता है और इनसे जुड़ी हुई terms व्याख्या वास्तव में क्या करती हैं तो आइए इन निर्देशों के सेट को देखते हैं तो यहां हमें ऐसे ५ निर्देश दिए गए हैं और यह वही है जो कंपाइलर संकलक ने वास्तव में उत्पन्न किया होगा या यदि कोई प्रोग्रामर असेंबली में कोड लिख रहा है तो उसने इस विशेष तरीके से लिखित कोड होगा तो आप जो यहां देख रहे हैं वह 5 निर्देश हैं वे लोड चाल स्थानांतरित जोड़ना स्टोर और घटाना निर्देश हैं और ये सभी रजिस्टरों के विभिन्न सेट पर काम करते हैं तो रजिस्टरों की तरह हैं r0 r2 r1 और r4 जो वास्तव में प्रत्येक निर्देश के लिए लक्ष्य रजिस्टर हैं या दूसरे शब्दों में ये रजिस्टर हैं जहां उस निर्देश का परिणाम संग्रहीत किया जाता है वास्तव में निर्देशों के इन सेटों को सही तरीके से चलाने के लिए या यह उम्मीद की जाती है कि इनमें से प्रत्येक निर्देश इसी क्रम से ठीक से निष्पादित करता है तो सबसे पहले लोड निर्देश निष्पादित करें फिर स्थानांतरित करें जोड़ें स्टोर करें और घटाएं हालाँकि अक्सर देखा गया है कि यदि ये निर्देश पुन व्यवस्थित किए जाते हैं तो यह प्रदर्शनperformance परफॉर्मेंस के दृष्टिकोण से फायदेमंद होगा उदाहरण के लिए जब से हम जानते हैं कि लोड निर्देश वास्तव में एक विशेष पते तक पहुंच जाएगा इस मामले में मुख्य मेमोरी से address 1 या कहे तो कैश मेमोरी से address 1 यह लोड निर्देश move और जोड़ने जैसे प्रोसेसर के भीतर संग्रहीत रजिस्टर से निष्पादित अन्य निर्देशों की तुलना में काफी लंबा लगेगा तो जब तक लोड निर्देशों में अरगुमेंट और इन के बाद के निर्देशों में अरगुमेंट स्वतंत्र हैं प्रोसेसर के लिए वास्तव में इन निर्देशों को एक क्रमorder आदेश में निष्पादित करना संभव होगा जो कार्यक्रम में निर्दिष्ट क्रम से काफी अलग है दूसरे शब्दों में प्रोसेसर अभी भी आउट ऑफ ऑर्डर तरीके से इन निर्देशों को निष्पादित करने के साथ सही परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा दूसरे फिगर में हम प्रोसेसर के अंदर क्या होता है वह दिखाते हैं तो आप देखते हैं कि निर्देशों को वास्तव में आउट ऑफ ऑर्डर तरीके से निष्पादित किया जाता है वास्तव में घटाना निर्देश को पहले निष्पादित किया जाता है फिर हमारे पास स्टोर अनुदेश और वगैरा इसलिए हम यहां पर जो नोटिस करते हैं वह यह है कि आखिरकार ये सभी निर्देश एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं इन निर्देशों के क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता आखिरकार क्या फर्क पड़ता है निष्पादन के अंत में प्रोसेसर में क्या किया जाता है वास्तव में परिणाम क्रम में प्रतिबद्ध होते हैं तो आप परिणामों के इन सेटों या इन निर्देशों के परिणामों को देखते हैं और जो आप नोटिस करते हैं कि परिणाम इन निर्देशों के मूल आदेश क्रम के अनुरूप हैं इसलिए उदाहरण के लिए r0 इस लोड के लिए गंतव्य था जो कि इस मेमोरी पते के अनुरूप सामग्री r0 में लोड किया गया था और इसी तरह r0 वापस आने वाला पहला परिणाम था तो अनिवार्य रूप से हम इस विशेष स्लाइड में जो देखते हैं वह यह है कि भले ही किसी कार्यक्रम को एक विशेष तरीके से लौटाया जाए लेकिन इसे किसी भी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है जिसे हम आउट ऑफ ऑर्डर जानते हैं लेकिन अंततः प्रोसेसर द्वारा ऑर्डर को बहाल किया जाता है ताकि परिणाम या रजिस्टर वापस कार्यक्रम के लिए मूल अपेक्षा से मेल खाते हैं देख रहे हैं वह यह है कि भले ही हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर निष्पादन हो लेकिन कार्यक्रम का परिणाम बिल्कुल वैसा ही होगा एक और विशेषता जो कई आधुनिक दिनों के माइक्रोप्रोसेसरों में लोकप्रिय है सट्टा निष्पादन है इसलिए प्रोसेसर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सट्टा निष्पादन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है इसलिए हमें वास्तव में एक छोटा उदाहरण लेना चाहिए और हमारे पास पहले से निर्देशों का एक सेट है और एक महत्वपूर्ण निर्देश जो इस उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण है यह है 0 लेबल पर एक छलांग तो यहाँ पर क्या होता है इस तुलनात्मक निर्देश के आधार पर यदि r0 r1 के बराबर है तो फ्लैग 0 प्रोसेसर के भीतर सेट किया गया है और इसके परिणामस्वरूप यह नंबर 0 पर कूदने से छलांग नहीं होगा और कार्यक्रम निष्पादन जारी रहेगा दूसरी ओर यदि r0 r1 के बराबर नहीं है तो फ्लैग 0 रीसेट होगा या दूसरे शब्दों में फ्लैग 0 का मान 0 के बराबर है और यह विशेष जाँच प्रोग्राम काउंटर को इस लेबल पर कूदने और यहाँ से निष्पादित करने के लिए प्रारंभ करेगा या दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर जो देखते हैं वह फ्लैग 0 का मान 1 पर सेट है और यह इन निर्देशों को निष्पादित करने का कारण होगा दूसरी ओर यदि फ्लैग 0 का मान 0 है तो वहाँ एक कूदjump जब इंस्ट्रक्शन जंप होगा और लेबल के बाद वाले निर्देश निष्पादित करेगा अब इस चीज़ के साथ प्रदर्शन के नज़रिए से एक समस्या आती है इसलिए जब भी इस तरह से कोई छलांग लगती है होगा तो प्रोसेसर में आंतरिक रूप से क्या होता है पूरी पाइपलाइन फ़्लश हो जाती है और इन निर्देशों के अनुरूप लेबल के बाद वाले नए निर्देशों का मेमोरी से प्राप्त किया जाता है या निकाला जाता है अब उन्नत या बहुत लोकप्रिय हाल के माइक्रोप्रोसेसरों में एक बड़ी पाइपलाइन है और इसके परिणामस्वरूप कई सौ या तो निर्देश होंगे जो पाइपलाइन में मौजूद हो सकते हैं इसलिए हर बार किसी अन्य मेमोरी स्थान पर इस तरह की एक शाखा होती है यह पूरी पाइप लाइन फ़्लश हो जाती है और लक्ष्य मेमोरी से नए निर्देशों को प्राप्त करना होगा तो परिणामस्वरूप यह एक बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओवरहेड का कारण बन सकता है तो वास्तव में इन प्रदर्शन ओवरहेड को कम करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर क्या करते हैं क्या वे एक कूद निर्देश के परिणाम के बारे में अटकलें लगाते हैं या स्पैक्यूलेशन करते हैं उदाहरण के लिए प्रोसेसर यह अनुमान लगाएगा कि इस कूद के बाद के निर्देश लगातार निर्देश होंगे और इसलिए यह इन निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करना शुरू कर देगा और उन्हें सट्टा तरीके से निष्पादित करना शुरू कर देगा इसका मतलब यह है कि इन निर्देशों के परिणाम हैंतब तक प्रतिबद्ध नहीं होंगे जब तक इस कूदने के निर्देश के परिणाम के बारे में पता नहीं हो तो हम इस विशेष मामले पर विचार करते हैं इसलिए सबसे पहले प्रोसेसर के भीतर जो निर्देश इन जंप ऑन जीरो के बाद हैं उन्हें मेमोरी से प्राप्त किया जाएगा और इसे सट्टा निष्पादित स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन किया जाएगा अब जब हम वास्तव में इस निर्देश पर अमल करते हैं या r0 r1 की तुलना करते हैं और मान लेते हैं कि r0 r1 के बराबर है जिसके परिणामस्वरूप फ्लैग 0 सेट है अब ऐसे मामले में जंप ऑन जीरो लेबल यह विशेष निर्देश विफल हो जाएगा और इसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है लेकिन प्रोसेसर के भीतर क्या होता है कि इन निर्देशों को पहले से ही सट्टा निष्पादित स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन किया जाता है और केवल एक चीज जो आवश्यक है वह यह है कि इन निर्देशों के परिणामों को प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए तो प्रोसेसर क्या करता है कि एक बार जंप ऑन जीरो इंस्ट्रक्शन का परिणाम इस मामले में प्राप्त होता है इसका मतलब है कि अटकलें सही हैं प्रोसेसर केवल परिणाम को प्रतिबद्ध करता है और विभिन्न रजिस्टरों r0 r2 पता 2 और r4 के अनुरूप परिणाम वास्तव में प्रतिबद्ध होगा तो हम वास्तव में यहां क्या हासिल करते हैं यह है कि इस तुलना के निष्पादन को पूरा करने से पहले और बिना किसी जंप ऑन जीरो इंस्ट्रक्शन से पहले प्रोसेसर वास्तव में निर्देशों के इन सेटों को अंजाम दे सकता है स्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन और फिर इन निर्देशों को केवल तभी कमिट प्रतिबद्ध कर सकता है जब तुलना और जंप ऑन जीरो इंस्ट्रक्शन का परिणाम पाया जाता है अब कोई यह चीज पूछेगा कि यह विशिष्ट उदाहरण के लिए ठीक काम करेगा जब r0 r1 के बराबर होता है लेकिन क्या होगा जब r0 r1 के बराबर नहीं होगा तो ऐसे मामले में जब r0 r1 के बराबर नहीं होता है तो हम जानते हैं कि फ्लैग 0 को शून्य पर सेट किया जाएगा और जंप ऑन जीरो लेबल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के परिणामस्वरूप निष्पादनएग्जीक्यूशन को इन निर्देशों को लेबल के बाद वाले निर्देशों पर स्थानांतरित किया जाएगा इसलिए इस दूसरी हालत में इन निर्देशों के बाद से सट्टा निष्पादित किया गया है प्रोसेसर को एहसास होगा कि वास्तव में यह अटकलें गलत थीं और इन निर्देशों को वास्तव में निष्पादित नहीं किया जाना था परिणामस्वरूप अटकलें परिणाम खारिज कर दी जाती हैं और लेबल के बाद के निर्देशों से निष्पादन जारी रहता है इसलिए हम देखते हैं कि अटकलें संभवतः कार्यक्रमप्रोग्राम के प्रदर्शनपरफॉर्मेंस में सुधार कर सकती हैं इसलिए जब प्रोसेसर को इस मामले में सही ढंग से निष्पादित किया जाता है जब r0 r1 के बराबर होता है तो एक प्रदर्शनपरफॉर्मेंस प्राप्त होता है क्योंकि अनुमान लगाया गया निर्देश वास्तव में बहुत अधिक तेज दर पर प्रतिबद्ध हो सकता है दूसरी ओर जब अटकलें गलत होती हैं क्योंकि इस मामले में r0 r1 के बराबर नहीं है तो सभी अटकलों स्पेक्युलेटेड निर्देशों के परिणाम को छोड़ दिया जाना चाहिए और एक परफॉर्मेंस ओवरहेड होगा सभी आधुनिक प्रक्रियाएं अपने प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए सही तरीके से अनुमान लगाने की कोशिश करती हैं एक और मामला जहां अटकलें भी लगाई जाती हैं वह कुछ इस तरह से है यहां हमने जो किया है वह यह है कि हमने इस जंप ऑन जीरो लेबल इंस्ट्रक्शन निर्देश को r1 द्वारा विभाजित r0 r0r1 के साथ बदल दिया है अब जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं एक है आउट ऑफ ऑर्डर और अटकलेंस्पैक्यूलेशन भी हैं और क्या होता है कि इससे पहले कि इस विभाजन को निष्पादित किया जाए यह संभावना हो सकती है कि इस विभाजन का पालन करने वाले निर्देश सट्टास्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन हो सकते हैं तो एक समस्या होगी जो तब होगी जब r1 0 के बराबर होगा तो ऐसे मामले में हम जानते हैं कि शून्य अपवाद द्वारा एक विभाजन डिवाइड बाय जीरो को फेंक दिया जाएगा और परिणामस्वरूप प्रोसेसर को सट्टा निष्पादनस्पेक्युलेटिव एग्जीक्यूशन को त्यागनेडिस्कार्ड की आवश्यकता होगी इसलिए परिणामस्वरूप यदि r1 0 के बराबर है तो सभी सट्टा निष्पादित निर्देशों को छोड़डिस्कार्ड दिया जाना चाहिए जनवरी 2018 में जो दिखाया गया वह यह था कि इस आउट ऑफ ऑर्डर और सट्टा निष्पादन का उपयोग वास्तव में प्रोसेसर से बाहर गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है तो आइए कोड के इस छोटे स्निपेट पर विचार करें जो वास्तव में 3 निर्देश हैं जो मौजूद हैं एक बढ़ा हुआ अपवाद raise exception रेज एक्सेप्शननिर्देश है इसलिए उदाहरण के लिए यह एक विभाजन r0 अल्पविराम r1 और मामला जहां r1 0 के बराबर है तब हम देख सकते हैं किसी लोकेशन डेटा टाइम 4096 पर किसी एरे सरणी से मेमोरी एक्सेस किया जा सकता है यदि हम एक सामान्य ऑपरेशन में इन दोनों निर्देशों का मूल्यांकन करते हैं तो क्या होगा यह कि अपवाद के कारण जांच सरणीprobe array प्रोब अरे में यह मेमोरी एक्सेस कभी नहीं होगी हालांकि अटकलों के कारण और यदि हम विचार करते हैं कि प्रोसेसर के भीतर स्पेक्युलेटिव आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के कारण 4096 में स्थान डेटा पर जांच सरणी शायद सट्टा रूप से निष्पादित की जाती है और जब अपवाद निर्देश वास्तव में निष्पादित किया जाता है 4096 में जांच डेटा के अनुरूप परिणाम वास्तव में खारिज कर दिया जाएगा अब इन नए हमलों ने वास्तव में क्या दिखाया कि भले ही प्रोसेसर ने इस तरह के मामले में अटकलों के कारण परिणाम पर चर्चा की हो सट्टा निष्पादन का प्रोसेसर की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है अनिवार्य रूप से इस मेमोरी अक्ष के सट्टा निष्पादन या कैश मेमोरी में प्रोसेसर की स्थिति की वजह से या ब्रांच प्रेडिक्टर्स या इतने पर हो सकता है कि जो डेटा एक्सेस हो जाता है उसके अनुरूप संशोधित किया जा सकता है तो यह विशेष फिगर दिखाता है कि यह कार्यक्रम कैसे निष्पादित करता है इसलिए हमारे पास निर्देशों का एक सेट है जो निष्पादित हो जाता है और फिर एक अपवाद होता है और क्या होता है जब ये वास्तव में प्रोसेसर में निष्पादित हो जाता है इन निर्देशों में से कई वास्तव में सट्टा निष्पादित या आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है तो यह हो सकता है कि अपवाद के बाद इन निर्देशों के बिना इन निर्देशों को सट्टा निष्पादित किया जा सकता है हालाँकि अपवाद के कारण जो यहाँ पर मौजूद है सट्टा द्वारा निष्पादित निर्देशों के परिणामों को छोड़ दिया जाएगा हालाँकि यह देखा जाता है कि इन सट्टा निष्पादित निर्देशों में मेमोरी एक्सिस के अंदर एक हस्ताक्षर हो सकता है इसलिए उदाहरण के लिए यहां क्या होगा कि आपकी मेमोरी एक्सिस होगी जो कि सट्टेबाजी से की जाती है और 4096 में प्रोब एरे डेटा से संबंधित डेटा को मेमोरी के निचले आकार से कैश मेमोरी में लोड किया जाएगा तो इस विशेष आकृति में जो दिखाया गया है यदि आप पृष्ठ संख्याओं और एक्स एक्सिस पर और मेमोरी एक्सेस समय अनिवार्य रूप से प्रोब अंडरस्कोर एरे की मेमोरी एक्सेस के लिए को देखते हैं तो हम देखते हैं कि सट्टा निष्पादन के कारण मेमोरी एक्सेस समय डेटा के मूल्य के अनुरूप थोड़ा कम हो सकता है उदाहरण के लिए यहाँ पर डेटा का मान 84 है और इसलिए 84 वें पृष्ठ पर जो देखा गया है वह यह है कि मेमोरी एक्सेस का समय बहुत कम है इस विशेष स्लाइड से प्राप्त होने वाला तथ्य यह है कि भले ही इस विशेष कार्यक्रम में इस लाइन 3 को कभी भी इस अपवाद के कारण निष्पादित नहीं किया गया हो जो कि लाइन 1 में उठाई गई हो फिर भी प्रोसेसर की सूक्ष्म वास्तु माइक्रो आर्किटेक्चरल स्थिति को इस तीसरी लाइन द्वारा यह मेमोरी एक्सेस द्वारा संशोधित किया जाता है तो चलिए हम मेल्टडाउन पर एक नज़र डालते हैं इसलिए यह एक हमला था जो जनवरी 2018 में खोजा गया था और इसने दिखाया कि हम वास्तव में कर्नेल स्पेस के भागों के गुप्त डेटा को कैसे पढ़ सकते हैं इसलिए इससे पहले कि हम हमले वास्तव में कैसे काम करते हैं हमें एक प्रक्रिया के आभासी पता स्थान वर्चुअल एड्रेस स्पेस को देखना होगा इसलिए वर्चुअल एड्रेस स्पेस जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है इसमें दो कंपोनेंट शामिल हैं इसलिए इसमें एक यूजर स्पेस शामिल है जहां आपके विशिष्ट कोड स्टैक हीप और अन्य डेटा सेगमेंट मौजूद हैं और एक विशेष मेमोरी लोकेशन के ऊपर आपके पास कर्नेल स्पेस है इसलिए रिंग 0 रिंग 1 रिंग 2 और रिंग 3 जैसे विभिन्न सुरक्षा तंत्र गारंटी देते हैं कि जब आप उपयोगकर्ता मोड में चल रहे हैं तो प्रोग्राम केवल प्रक्रिया के उपयोगकर्ता स्थान भाग का निरीक्षण कर सकता है दूसरी ओर जब एक सिस्टम कॉल मंगाया जाता है या आप कर्नेल स्थान या ऑपरेटिंग सिस्टम में चला रहे हैं तो पूरे वर्चुअल एड्रेस स्पेस जिसमें कर्नेल स्पेस भी शामिल है और साथ ही साथ यूजर स्पेस भी शामिल है देख सकता है आमतौर पर 32 बिट लिनक्स में कर्नेल यह सीमा 0xC0000000 के स्थान पर मौजूद है इस स्थान के ऊपर कोई भी मेमोरी एड्रेस कर्नेल स्थान से मेल खाता है और इस स्थान के नीचे का कोई भी मेमोरी एड्रेस उपयोगकर्ता स्थान से मेल खाता है अब मेल्टडाउन ने जो दिखाया वह यह है कि एक साधारण हमले से यह पता चलता है कि वास्तव में स्पैक्यूलेशन एक उपयोगकर्ता स्पेस कार्यक्रम प्रदान करता है जो कि कर्नेल स्पेस की सामग्री को पढ़ने में सक्षम होगा दूसरे शब्दों में एक उपयोगकर्ता स्थान कर्नेल स्थान में मौजूद कोड और डेटा को पढ़ने में सक्षम होगा तो इस तरह के हमले का रूप काफी सरल है हम मान लेते है कि हमलावर उपयोगकर्ता स्थान में चल रहा है और इन दो पंक्तियों कार्यक्रम में लिखा जाता है पहली पंक्ति में लिखा जाता है i pointer यहाँ पर एक सूचक चर है जो किसी स्थान को इंगित कर रहा है अब दूसरे पंक्ति में एक सरणी जो यहाँ पर मौजूद हैएक स्थान i 256 पर एक्सेस होगा इसलिए इन दोनों निर्देशों का अंतिम परिणाम यह है कि इस सूचक के अनुरूप सरणी का एक तत्वarray का element इस i में लोड होता है इसलिए इस लोड इंस्ट्रक्शन के कारण जो हम प्रोसेसर आर्किटेक्चर के कारण जानते हैं वह यह है कि i 256 के अनुरूप array contents को मुख्य मेमोरी से विभिन्न कैश में लोड किया जाएगा और इस प्रोसेसर में मौजूद सामान्य प्रयोजन रजिस्टर में भी लोड किया जाएगा तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा जब दूसरा स्टेटमेंट सरणी के अनुरूप एक विशेष ब्लॉक को निष्पादित करता है i 256 को DRAM से कैश मेमोरी में कॉपी किया जाएगा और इसे इसी सामान्य प्रयोजन रजिस्टर में भी कॉपी किया जाएगा अब सामान्य कार्यक्रम के संचालन के दौरान यह होता है अब हम कहते हैं कि हम एक पॉइंटर को क्राफ्ट करते हैं जो कर्नेल स्पेस की ओर इशारा करता है इसलिए अब हम पहले स्टेटमेंट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कर्नेल स्पेस से कुछ सामग्री को इस i वेरिएबल में लोड किया जाता है जैसे कि मुझे पता है कि कर्नेल स्पेस उपयोगकर्ता स्तर के प्रोग्राम से एक्सेस नहीं है अब यह एक अपवाद होगा और फेंक दिया जाए और कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा हालांकि प्रोसेसर के आउट ऑफ ऑर्डर और सट्टा निष्पादन के कारण दूसरे स्टेटमेंट को सट्टा रूप से निष्पादित किया जाएगा परिणामस्वरूप इस स्टेटमेंट से इस मेमोरी लोकेशन के मान को i में पढ़ रहे हैं और सट्टेबाजी से एरे i 256 में एक्सेस कर रहे हैं इस प्रकार एरेसरणी को उस स्थान पर एक्सेस किया जाएगा जो उस डेटा पर निर्भर है जो इस कर्नेल स्पेस मेमोरी लोकेशन में मौजूद है इस प्रकार जैसा कि हमने देखा कि एरेसरणी में मौजूद डेटा के एक ब्लॉक को कैश में लोड किया जाएगा अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पर्यवेक्षक वह सेट प्राप्त कर सके जो एक्सेस हो जाता है अब यह कर्नेल स्पेस मेमोरी इंडेक्स में मौजूद मेमोरी लोकेशन के मूल्य पर निर्भर करता है क्योंकि इस मेमोरी लोकेशन को एरे में इंडेक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है इंडेक्स लोकेशन सेट को एक्सेस कर सकेगा इसलिए आम तौर पर ऐसा होता है कि यदि कोई हमलावर यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि दूसरे ऑपरेशन के दौरान इनमें से कौन सा सेट एक्सेस किया गया है तो हमलावर i के मूल्य के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकेगा तो यह करने के लिए कि हमलावर क्या करेगा यह प्राइम एंड प्रोब की तरह कुछ का उपयोग करेगा यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में पहले कौन सा कैश सेट इस्तेमाल किया गया था हमलावर सरणी में प्रत्येक तत्व को एक्सेस करना शुरू कर देगा ध्यान दें कि तालिका में पहला तत्व कैश में मौजूद नहीं है और परिणामस्वरूप मेमोरी एक्सेस का समय कैश मिस होने के कारण बड़ा होगा इसी तरह अगर हमलावर दूसरे तत्वelement एलिमेंट को एक्सेस करता है तो इसका परिणाम भी कैश मिस होगा क्योंकि यह कैश में उपलब्ध नहीं है दूसरी ओर जब हमलावर अंततः इस विशिष्ट मेमोरी लोकेशन पर पहुंच जाता है तो यह विशेष तत्व कैश में मौजूद है इस के कारण कैश हिट प्राप्त करेगा कि अब हमलावर कम निष्पादन समय का उपयोग करेगा इस विशेष स्थान की मेमोरी एक्सेस के लिए इस i के मूल्य के बारे में कुछ जानकारी की पहचान करने के लिए करेगा i और इसलिए कर्नेल स्थान में इस विशिष्ट मेमोरी स्थान में क्या मौजूद था इस के बारे में कुछ जानकारी निर्धारित करने में सक्षम होगा

इसलिए यदि आप पीछे जाते हैं और इस विशेष स्लाइड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब i का मान 84 होता है तो यह कम निष्पादन समय दिखाता है जो उस सरणी की अन्य मेमोरी एक्सेस की तुलना में काफी कम है इस प्रकार हमलावर को पता होगा कि i का मूल्य दूसरे शब्दों में उस कर्नेल स्पेस मेमोरी की सामग्री का मान 84 है तो इस सरल उदाहरण से पता चलता है कि एक हमलावर कैसे इंटेल प्रोसेसर के सुविधाओं का उपयोग कर सकता है कर्नेल स्पेस कोड या डेटा को पढ़ने के लिए केवल इन दो स्टेटमेंट में हेरफेर करने और प्रोसेसर को सट्टा चलाने के लिए मजबूर करने और फिर मेमोरी एक्सेस समय का मूल्यांकन करके वास्तव में सट्टा द्वारा निष्पादित की गई इंस्ट्रक्शन की पहचान करने की कोशिश करने के लिए करने में सक्षम हो सकता है धन्यवाद